फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रो देवप्रिया दास विद्युत इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 12 सर्किट एनालिसिस के तरीके स्लाइड समय देखें 0024 तो फिर से वापस आओ सही है तो यही कारण है कि यह समीकरण 2 आप मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो यह 1 R1 1 R 2 है और यह है 1 R2 और यहाँ यह है 1 R21 R 2 1 R2 v 1 v 2 46 के बराबर है तो ये 2 समीकरण को हल किया जा सकता है राइट लेकिन यहां केवल 2 अज्ञात हैं जिसे आप मैट्रिक्स ऑपरेशन से हल कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन की आवश्यकता है बस आप एक के बाद एक सब्सीट्यूट कर सकते हैं और आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं लेकिन अगर आप हैं कि अगर आप इसे कहते हैं अगर यह 2 2 4 या 5 से अधिक है तो कुछ इसे गिनें तो आपको अन्य तकनीकों का पालन करना होगा तो बस क्रैमर के नियम यहां चर्चा करेंगे और एक छोटी सी तकनीक मैं आपको दिखाऊंगा जो केवल 2 में 2 मैट्रिक्स के लिए मान्य है ठीक है तो यह एक साथ समीकरण और क्रैमर का नियम है स्लाइड समय देखें 0111 इसलिए सर्किट विश्लेषण के लिए बहुत कम जैसा कि मैंने सोचा था कि थोड़ा आइडिया आवश्यक है तो यही कारण है कि मैंने इस चीज़ को छोटे गणित में लिया है सही है तो एक साथ समीकरणों के अलग अलग होने का एक सेट माना जाता है समीकरण 1 1 x 1 सही है मैं इसे सिर्फ इस तरह बना रहा हूं यह a1 1 x 1 a1 2 x 2 अप टू a 1 है xn b 1 के बराबर है यह समीकरण 1 एक समीकरण इसी तरह एक a21 x 1 a2 2 x 2 a2 xn यह ab 2 है इसी तरह अंतिम an1 x 1 an2 x 2 क्षमा करें a n1 x 1 a n2 x 2 अप टू ann xn यह एक bn है ठीक है तो आपके पास सम संख्या में समीकरणों की संख्या है और bn आप लिखते हैं इसलिए यह समीकरण यदि आप इस समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में रखते हैं तो मुझे इसे साफ करने दें स्लाइड समय देखें 0211 यदि आप इस समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में रखते हैं तो इसे इस तरह बना सकते हैं कि a1 1 यह एक मैट्रिक्स है यह एक मैट्रिक्स है यहa 1 1 है तो a1 2a 1n ये सभी चीजें हैं थोड़ा आपने उच्चतर माध्यमिक में अध्ययन किया है मैट्रिक्स चैप्टर में ठीक और यह एक मैट्रिक्स है यह x1 x 2 xn है ठीक है तो एक मैट्रिक्स n मैट्रिक्स में n है ठीक है और यह x वास्तव में 1 वेक्टर दाहिनी तरफ में है b 1 b 2 bn यह वास्तव में b या जिसे आप 1 वेक्टर में कॉल करते हैं सही है तो यह वास्तव में समीकरण 10 के रूप में दिया गया है इसलिए इस समीकरण को AX जो B के बराबर लिखा जा सकता है या X सीधे हल किए गए एक्स के बराबर है B इन्वर्स के बराबर है अगर एक इन्वर्स मौजूद है लेकिन किसी भी तरह से कभी कभी एक इन्वर्स का पालन न करें तो आप ऐसे रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए अलग अलग विधि का पालन करते हैं कम्प्यूटेशनल दक्षता के लिए सही है अब यह वास्तव में AX B के बराबर है अब a मैट्रिक्स के बराबर है यह एक a1 1 a 2 a1n a21 a2 2 a2 n है फिर an1 में an 1 an2 ann फेंक दें सही है स्लाइड समय देखें 0219 इसी तरह X x 1 x 2 से xn के बराबर है और B b 1 b 2 bn के बराबर है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक n इनटू n मैट्रिक्स है जहां x और b कॉलम वेक्टर हैं जो 1 मैट्रिक्स में हैं राइट तो यह वास्तव में कॉलम n 1 n 2 को n 1 इनटू 1 मैट्रिक्स मे लिखा जा सकता है तो समीकरण को हल करने के लिए कई विधियाँ हैं उपरोक्त समीकरण AX B के बराबर है यह पिछला प्रतिस्थापन है गौसियन एलिमिनेशन मैट्रिक्स इनवर्जन क्रैमर Cramer's के नियम और संख्यात्मक विश्लेषण है इस तरह की चीज़ को हल करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं लेकिन उसे अप्लाई करना होगा जो कम्प्यूटेशनल रूप से कुशल होगा लेकिन किसी भी तरह से कोई भी कंप्यूटर कोड या कुछ भी नहीं लिखेगा इसलिए केवल उन चीजों को हल करना होगा जो में हल कर सकते हैं तदनुसार देखेंगे सही मुझे यह देखना है कि कक्षा कैसे जल्दी से इसे हल कर सकती है स्लाइड समय देखें 0410 तो क्रैमर के नियम वास्तव में क्रैमर के नियम का उपयोग युगपत समीकरणों को हल करने के लिए किया जा सकता है क्रैमर के नियम के अनुसार समीकरण 210 का समीकरण जो AX है वह B के बराबर है सही है वह यह है कि यदि समीकरण AX B के बराबर है तो ठीक है जब आप इस समीकरण को हल कर रहे हैं इसलिए इसे आसानी से हल किया जा सकता है x 1 डेल्टा के बराबर है 1 डेल्टा से देखेंगे कि डेल्टा 1 क्या है या डेल्टा x 2 डेल्टा 2 के डेल्टा के बराबर है और डेल्टा द्वारा डेल्टा तक डेल्टा है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 तक डेल्टा एन और फिर डेल्टा डेल्टा डेल्टा सही पता लगाना है तो डेल्टा एक डेल्टा है जो डिटर्मिननेंट्स हैं लेकिन कुछ प्रक्रिया को जानना है कि इसे कैसे हल किया जाए सही तो इस मामले में वह डेल्टा डिटर्मिननेंट्स क्या करेगा और फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 सभी डेल्टा n डिटर्मिननेंट् भी है लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए स्लाइड समय देखें 0505तो इसी तरह डेल्टा 2 डेल्टा2 के मामले में सिर्फ दूसरे कॉलम को b 1 b 2 के नाम से बताता है मेरा मतलब है कि इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम है दायां यह दूसरा कॉलम है यह एक दूसरा है यह वह दूसरा कॉलम है यह वह है जिसे आप b 1 b2 द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं बाकी सभी एलिमेंट्स समान हैं आप सभी को प्रतिस्थापित करते हैं फिर आपको डेल्टा 2 मिलेगा इसी तरहडेल्टा के लिए अंतिम एक अंतिम जिसे आप b1b2 और bn द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं बाकी सभी एलिमेंट्स समान रहेंगे आपको डेल्टा मिलेगा फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन तब आप लोगों को डेल्टा 1डेल्टा 2 को डेल्टा ज्ञात तक प्राप्त करेंगे फिर x1 डेल्टा के बराबर है डेल्टा n y डेल्टा के बराबर है तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं यह सिर्फ एक कॉलम को प्रतिस्थापित करता है बस इसे शिफ्ट करें सही तो मुझे यह स्पष्ट है ठीक है तो अब सवाल यह है कि इसे कैसे बनाया जाए स्लाइड समय देखें 0725 जहां डेल्टा इस डेल्टा द्वारा दिए गए डिटर्मिननेंट् हैं इस डिटर्मिननेंट् के बराबर हैं आप यह पता लगाते हैं कि यह मूल रूप से एक a1 1 a1 2 a1n 2a1 a 2 2 a2n और an1an2 है यह डिटर्मिननेंट् डेल्टा है अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 2 के लिए आप क्या करेंगे ठीक है देखो बस तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हैं डेल्टा 1 के लिए आप के लिए पता लगाना है x 1 x 1 डेल्टा1 डेल्टाके बराबर है x 2डेल्टा 2 के डेल्टाकहने के बराबर है और xnडेल्टा के बराबर हैराइट तो यह कैसे होगा कि यह पहला कॉलम है यदि आप पहला कॉलम कॉलम लेते हैं तो यह पहला कॉलम कॉलम केवल आप b1b2 और bn द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं बाकी सभी समान रहेंगे तो जो भी डिटर्मिननेंट् आएगा वह डेल्टा होगा यही कारण है कि b 1 b 2 bn बाकी सभी एलिमेंट्स को यहाँ से यहाँ तक कि सभी तत्वों एलिमेंट्स में यह सभी तत्वों एलिमेंट्स को सभी तत्वों एलिमेंट्स को एक समान करता है बस 1 डेल्टा के लिए आप इसे a1 1 के पहले कॉलम को बदल देंगे a21 को b 1 b 2 bn द्वारा जगह पर बस इसे बदल दें और डेल्टा की गणना करें 1 इसी तरह बस मुझे इसे साफ करने दें डेल्टा 1 प्राप्त करें स्लाइड समय देखें 0620 अब यदि डेल्टा एक डिटर्मिननेंट् मैट्रिक्स है और b के द्वारा मैट्रिक्स के k वें कॉलम को सब्सीट्यूट करके गठित मैट्रिक्स का डिटर्मिननेंट् है तो केवल एक चीज यह है कि यह स्पष्ट है कि क्रैमर का नियम केवल तब लागू होता है जब आप क्या करते हैं कॉल वह डेल्टा 0 के बराबर नहीं है स्लाइड समय देखें 0726 क्योंकि यह 0s द्वारा विभाजन होगा इसलिए संभव नहीं है इसलिए जब डेल्टा 0 के बराबर होता है तो समीकरणों के सेट का कोई यूनीक सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि समीकरण रैखिक रूप से निर्भर होते हैं सही तो उस मामले में आप पाएंगे कि समीकरण का कोई यूनीक सॉल्यूशन नहीं है जहां समीकरण रैखिक रूप से निर्भर होते हैं इसलिए अगर इसे थोड़ा बड़ा दिया जाता है तो मैंने a1 1 a1 2 a1 2 को a1n1 लिखा है तो a21 a2 2 a2 2 to a2n ठीक इसी तरह a2 1 a 2 2 a 2 2 से a2n तक और फिर an1 an 2 an2 से ann तक अब यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको यह बात लिखनी होगी स्लाइड समय देखें 0840 तो आइए हम पहले a11 M1 1 लिख रहे हैं ठीक मूल रूप से पहली रो के साथ विस्तार प्राप्त किया जा सकता है इसका मतलब है पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कॉलम वार भी दिया जा सकता है दोनों देखेंगे राइट तो उस स्थिति में a1 1 M 1 1 a1 2 M1 2 M1 2 M 1 2 डॉट डॉट डॉट 1 से 1 n फिर a1nM1n सही तो यह डिटर्मिननेंट् जहां बाद में देखेंगे तो यह देखो यह एक यह एक है 1 हमारा उद्देश्य M 1 1 M1 2 M 1 2 का पता लगाना है और अंतिम एक यह है कि M1n है विशेष रूप से अंतिम शब्द को देखें 1 से M में 1M में M1n तो यदि आप M मैट्रिक्स M को जानते हैं तो इस M1 डिटर्मिननेंट्डिटर्मिननेंट् M1n M12 M1 2 को M1n तक फिर आसानी से हल किया जा सकता है सही तो यह कैसे प्राप्त करें मुझे इसे स्पष्ट करने दें स्लाइड समय देखें 0952 तो माइनर यह वास्तव में यही है जहां माइनर M ij की घोषणा है 1 इन टू 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिननेंट आई रो और जे थ कॉलम बाहर निकाल कर किया जा सकता है राइट इसलिए बाद में देखेंगे कि आप इसे केवल ith रो और jth कॉलम से हटाते हैं उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए क्योंकि यह होगा सिर्फ 1 मिनट यह होगा यहां पर सॉरी कि यह n 1 इनटू n 1 मैट्रिक्स सही है यह माइनर है मान लीजिए कि यह M I j सही है इसलिए यह I वें पंक्ति है मैं 2 के बराबर है और जम्मू 2 के बराबर है इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम सही इसलिए यदि आप दूसरी पंक्ति के उस शेष भाग को सब्सीट्यूट करते हैं तो मैं इस रो को मान लेता हूं यह कहा जाता है यह वहाँ नहीं है मैं रो और Jth कॉलम तो यह j दूसरे तीसरे कॉलम के बराबर है तो बस यह 2 बाकी एलिमेंट वहां पहुंच जाएंगे सही तो तदनुसार यह 1 n इन टू n 1 मैट्रिक्स में होगा तो बाकी एलिमेंट यह एक यह एक यह एक सब वहीं होगा ठीक है और यह पूरी तरह से नहीं होगा लेकिन यह एक यह एक यह पक्ष वहां होगा यह नहीं रहेगा तो यह रो कॉलम्स आपके पास हैं बस बाकी को खत्म करने के लिए मैट्रिक्स ऑर्डर माइनर होगा M मामूली n 1 इन टू n 1 क्योंकि एक रो और एक कॉलम पूरी तरह से समाप्त हो गया है है ना इसलिए मैं इसे साफ कर दूं राइट तो इसी तरह डेल्टा का मान भी पहले कॉलम के साथ विस्तार करके प्राप्त किया जा सकता है यदि आप रोस के बजाय यह देखते हैं कि यदि आप इस पहले कॉलमके साथ इसका विस्तार करते हैं तो सही यह है कि यह भी मिलेगा कि आप डेल्टा के वैल्यू को क्या कहते हैं तो अगर तुम बस मुझे इसे साफ करने दो इसलिए यदि आप इसे बनाते हैं यदि आप इसे कहते हैं यदि आप इसे बनाते हैं तो यह डेल्टा a 1 1 M 1 1 a 21 M 21 के बराबर होगा क्योंकि कॉलम की ओर बढ़ रहे हैं है ना तो कॉलम की ओर विस्तार करते हुए a 1 1 M 1 1 फिर a 2 a 21 M 21 फिर a 2 1 M 2 1 तक उस 1 से 1 1 an 1 Mn 1 यहाँ भी जब मैं यह समझा रहा हूँ सही है और फिर यह आ रहा है 1 पोर 1 n 1n एन यह विस्तार कर रहा है जिसे आप पहली रो के साथ विस्तार कहते हैं लेकिन वही चीज पहले कॉलम के साथ मिल जाएगी तो दूसरा समीकरण इसके साथ है जिसे आप पहले कॉलम कहते हैं है ना तो यह a 1 1 M 1 1 a 21 यह बात है स्लाइड समय देखें 1241 मान लें कि a 2 इनटू 2 मैट्रिक्सmatrix एक 2 में 2मैट्रिक्स डिटर्मिननेंट्स के लिए सही है a 1 1 a 2 2 a 1 2 a 21 यह आप जानते हैं 2 इनटू 2 मैट्रिक्स के लिए इसेa 1 1 a 1 2 a 1 2 को कक्षा के लिए पास माना जाता है मुझे लगता है कि अधिकतम 2 में हल हो जाएगा 4 में 4 के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि आसानी से इसे हल किया जा सकता है मुझे पता है लेकिन यह अधिक समय लेने वाला होगा लेकिन केवल उसी को हल करेगा जो आप उस 2 को 2 मैट्रिक्स में कहते हैं ठीक है यह तरीका असाइनमेंट में समस्या को सही करेगा तो यह एक सरल डेल्टा है जोa 1 1 a 1 2 a 1 2 फिर a 21 a 2 2 a 2 2 फिर a 2 1 a 2 2 a 2 2 के बराबर है स्लाइड समय देखें 1229 अब यदि आप इसका विस्तार करते हैं यदि आप इसका विस्तार करते हैं तो आप कॉलम a 1 1 a 21 a 2 1 की दिशा में हैं और यदि आप अंतिम सूत्र देखते हैं तो यह है यह अंतिम है कि nth टर्म है जिसे आप इसे कहते हैं यदि आप n th टर्म देखते हैं तो यह सिर्फ होल्ड पर है यदि आप nth टर्म देखते हैं तो यह है 1 से n 1 फिर एक 1 तो Mn1 सही अब यह है कि आप क्या करते हैं आप 1 के बराबर है n 2 के बराबर है और n 2 के बराबर है यदि आप n रखते हैं जो के बराबर है य तो यह होगा यह एक पहला शब्द है सही तो यह है 1 वर्ग फिर a1 1 फिर M1 1 राइट इसी तरह यदि आप n 2 के बराबर हैं तो यह होगा 1 घन तो शब्द तब आएगा a 21 M 21 यदि आप2 के बराबर रखते हैं तो यह 1की घात 4 होगा तो यह फिर a 2 1 M 2 1 होगाराइट तो मुझे इसे साफ करने दें सही तो यही कारण है कि जब आप इसका विस्तार करते हैं तो यह इस तरह आ रहा है ठीक है मान लीजिये a1 1 पहले एक फिर 1 की पावर 1 यही वह चीज़ है जिसे आप कहते हैं जिसे आप कॉल करते हैं तो आप यह हैं कि यदि आप इस फॉर्मूलेमें m n 1 पर जाते हैं तो बस आपको यह देखना है उदाहरण के लिए सब कुछ वही रहेगा जिसे Mn 1 कहा जाता है ठीक है तो आप एक 1 लिख रहे हैं फिर 1 की घात n 1यदि आप उस पर गौर करते हैं तो nn 1 के बराबर है इसका मतलब हैa1 1 है 1 के बराबर है इसका मतलब यह है 1 स्क्वायर तो यह होगा तो यह टर्म a11 आ रहा है तो M 1 1 तो ith पंक्ति और M 1 1 का मतलब यहाँ मैं 1 के बराबर है और j 1 के बराबर है Ith रो और jth कॉलम आप समाप्त करते हैं ठीक है तो ith रो का अर्थ है पहली रो का कॉलम जिसे आप समाप्त करते हैं तो यह पहली पंक्ति है और यह पहला कॉलम है यदि आप शेष समाप्त करते हैं तो a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 तो a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 होगा तो यह पहला है तो यह समझ में आता है है ना कोई बात नहीं दूसरा एक मुझे इसे साफ करने दो मैं दूसरे नंबर पर आऊंगा ठीक है दूसरा एक बार फिर यह कह रहा है कि क्षमा करें यह फिर से जारी है मुझे इसे साफ करने दें बस होल्ड करें ठीक है इसलिए दूसरे एक में यह फिर से एक ही शब्द है मैं लिख रहा हूं n 1 फिर 1 फिर M n 1 सही है स्लाइड समय देखें 1620 अब इस मामले में दूसरा टर्म n 2 के बराबर है इसका मतलब है यह है 1 की पावर 2 फिर 21 फिर M21 राइट तो 1 की पावर 2 का अर्थ है राइट तो यह वास्तव में है 1 क्यूब तो यह बन जाएगा a21 है और M21 क्या है तो यहाँ M I j i 2 के बराबर है और j 1 बराबर है इसका मतलब है आप दूसरी रो और पहला कॉलम तो दूसरी रो का मतलब है कि यह सही जाएगा और मैं 2 के बराबर है ith रो तो दूसरा एक j 1 प्रथम कॉलम के बराबर है और यह एक जिसे आप कहते हैं वह जाएगा तो वहाँ क्या होगा A 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2और a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 सही तो इस तरह से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए मुझे आशा है कि यह बातें आपको समझ में आ जाएंगी है ना तो मुझे यह बताने दें कि आप इसे साफ करने दे क्या कहते हैं ठीक है स्लाइड समय देखें 1747 इसी तरह पिछले एक भी पिछले एक मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता है कि पिछले एक भी आप को समझने में सक्षम होंगे क्योंकि यह 2 के बराबर है यह एक a 2 1 1 4 सही होगा तो यह 2 के बराबर है इसका मतलब है तीसरी रो और पहला कॉलम ठीक इसी तरह तीसरी रो और पहला कॉलमएलिमिनेट हो जाएगा यह तीसरी रो है इसलिए a 1 2 a 1 2 और एक a 1 2 a 1 2 और a 2 2 a 2 2 शेष रहेगी ठीक है तो इस तरह से आप यह पता लगा सकते हैं यह एक 2 इनटू 2 मैट्रिक्स है तो2 इनटू 2 से अधिक नहीं जाएगा क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा लेकिन यह एक मेथाडोलॉजी है कि कैसे पता लगाया जाए यह मैंने उसकॉलम पक्ष में कॉल करने के लिए समझाया है ठीक है संदर्भ समय १ २२कॉलम पक्ष की रो में नहीं बल्कि इसी बात पर रो वार आप भी कर सकते हैं आपको वही परिणाम मिलेगा स्लाइड समय देखें 1842 तो अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसे सरल बनाते हैंतो आप जानते हैं कैसे सरल बनाते हैं तो आप प्राप्त करेंगे यह मेरा डेल्टा हैठीक है तो उसकी एक बात यह नहीं है कि यह विधि सिर्फ 2 इनटू 2 मैट्रिक्स के लिए सही है यह याद रखें कि यह वह तकनीक है जो सरल विधि है 2 इनटू 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिननेंट्स को प्राप्त करने की एक सरल विधि पहले को दोहराकर है 2 रो और शब्दों को तिरछे रूप में निम्न प्रकार से गुणा करना सही यह एक बहुत ही सरल बात है लेकिन याद रखें कि यह केवल 2 इनटू 2 मैट्रिक्स के लिए सच है नहीं 2 इनटू 2 4 में 4 लेकिन यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आप देखेंगे कि आप इसे कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है ताकि मैं इसे साफ करूं सही आप जो करते हैं वह कैसे करेंगे स्लाइड समय देखें 1921 बस जब आपके समझने में बहुत आसान होता हैं तो आप क्या करते हैं यह a 1 1 जस्ट होल्ड करिए यह 1 1 a 1 2 a 1 2 a 21 a 2 2 a 2 2 a 2 1 a 2 2 a 2 2 इस पार मैंने इसे सिर्फ यह करने के लिए कैसे किया है ठीक है फिर क्या करेंगे यह पहली 2 रोआप आगे दोहराते हैं ठीक है पहली 2 रो जिसे आप दोहराते हैं वहa 1 1 a 1 2वह a 1 1 है यह a 1 1 a 1 2 a 1 2 दोहराए और a 21 a 2 2 a 2 2 a 21 a 2 2 आप दोहराते हैं आप इसे इस तरह बनाते हैं तो पहली बात 2 इनटू 2 मैट्रिक्स है यह 2 में 2 मैट्रिक्स है और फिर आप क्या करते हैं आप पहली 2 रो को a 1 1 दोहराते हैं यह a 1 1 है यह a 1 1 a 1 2 a 1 2 a 21 a 2 2 a 2 2 आप दोहराते हैं फिर आप देखें कि आपको यह कितनी जल्दी मिलेगा मुझे इसे साफ करने दो फिर आपक्या करते हो फिर आह फिर आप क्या करते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक सम के लिए जाते हैं इसका मतलब यह है किa 1 1 a 2 2 a 2 2 यह संकेत है तोa 1 1 a 2 2 a 2 2 यह जो भी आता है यह a 1 1 a 2 2 a 2 2 नकारात्मक सकारात्मक हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो कुछ भी आपको करना है साइन करना है तो यह एक है यह सब चीजें जो मैंने तब ली हैं a21 तो a 2 2 होता है फिर a1 2 सही यह a1 2 तो यह एक यह एक है यह होगा फिर a2 1 फिर a1 2 फिर a2 यह वही है जिसे आप कहते हैं कि ये सभी हैं साइन मैंने इसे बनाया है यह है यह है यह पक्ष होगा और यह पक्ष इस पक्ष को आप लेते हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि यह एलिमेंट होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन होना चाहिए फिर आप a 1 2लेते हैं यह एकa 1 2 a 2 2 a 2 1 है इसलिए यह a 1 2 है a 2 2 a 2 2 a 2 2 सही तब फिर यह 2 2 a 2 2 ठीक है और फिर यह a2 2a 2 2 है और यह a1 1 है और फिर यह उसका नहीं हैऔर फिर यह उसका नहीं हैकि a2 2 तो आप एक हैं जिसे a1 1 से 1 कहते हैं फिर a 21 तो यह सब बातें यह सब बातें और आपको जो भी मिलेगा वह डिटर्मिननेंट determinant होगा है ना तो बस पहले 2 रो को कॉपी करें और इस तरफ आप 1 1 लेते हैं यह है यह है और यह पक्ष जो आप लेते हैं और बस सरल करें आपको डिटर्मिननेंट determinant मिलेगा यह केवल 2 इनटू 2 के लिए 2 मैट्रिक्स में एक सच है अन्य चीज़ के लिए कोशिश मत करो जो भी हो लेकिन 2 इनटू 2 मैट्रिक्स के लिए यह गणना करने के लिए आसान है माइनर की गणना के बजाय उसकी चीज़ को आगे मिलेगा यह एक साधारण सरल प्रक्रिया है सही है तो मुझे इसे साफ करने दें यही कारण है कि मैंने इसे इस तरह से बनाया है और अंत में यदि आप जिस तरह से मैंने जो भी कहा है मैंने वही लिखा है जो यहां लिखा गया है वही बात यहां लिखी गई है ठीक है स्लाइड समय देखें 2242 तो यह डेल्टा है यहाँ एक ही बात लिखी गई है अगला उदाहरण लेगा यह हल करेगा यह एक बेसिक है बेसिक फंडामेंटल तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के मूल सिद्धांतों तो कई संख्यात्मक प्रकारों को हल करना होगा संख्यात्मक प्रकार जैसे कि आपको पता है कि विचार अधिक होंगे या कम विचार स्पष्ट होंगे है ना तो इस तरह की चीज़ के लिए थोड़ा अभ्यास आवश्यक है इसलिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ले जाएगा और मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो कुछ भी मैं इसे बना रहा हूं यह एक स्कैन की गई कॉपी है जो कि नहीं है जो मैं किसी चीज के लिए तैयार करता हूं ठीक है और यदि आपके पास कोई है अगर आपको कोई त्रुटि या कोई भी त्रुटि किसी भी गणना त्रुटि या कुछ भी मिल जाए तो कृपया मुझे बताएं तो मैं खुद को सुधार सकता हूं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं संभावना है कि कोई त्रुटि हो सकती है गणना और अन्य बात में मुझे आशा है कि यह सही है लेकिन हो सकता है कि कहीं कुछ हो गया हो कुछ गलत हो गया हो सकता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपसे प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता हूं आह ठीक है इसलिए अगर किसी भी चीज़ से आपको यह चीज़ चाहिए तो आप सही हैं आपको कुछ भी गलत गणना या कुछ भी लगता है तो मैं इसे ठीक कर दूंगा लेकिन समस्या की सत्यता को हल करने की कोशिश करेंगे मैंने कई स्थानों से समस्या एकत्र की है और इसे यहां डालने की कोशिश की जा रही है ऐसा आपके पास भी होगा और आपको पता होगा हमारे विचार और अन्य बातें विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट सही करने की कोशिश करेंगी स्लाइड समय देखें 2421 तो पहले तो एक साधारण उदाहरण के लिए सही इसलिए यह निर्धारित करें कि आप नोड वोल्टेज को क्या कहते हैं यह फिगर 22 में एक सर्किट है क्योंकि अध्याय 2 यही कारण है कि अध्याय 2 को कभी कभी बाद के चरण में चिह्नित किया जाता है मैं आह नहीं करता हूं लेकिन हम देखते हैं कि आपको नोड का पता लगाना होगा वोल्टेज वह एक यूनिट सर्किट है तो बस यह1 है यह नोड 1 है यह नोड 2 है ठीक है और यह संदर्भ नोड डेटा नोड है और यह वोल्टेज v 0 0 के बराबर है ठीक है तो यह डेटम नोड है यह उस नए असाइनमेंट में होगा या आपको जो भी चीज मिलेगी उसकी परीक्षा होगी लेकिन यह नहीं पता होगा कि यह v 0 है यह 0 के बराबर है तो यह मेरा नोड 1 है यह मेरा नोड 2 है इसका मतलब है मेरा यह वोल्टेज v 1 है यह वोल्टेज v 2 इस संदर्भ नोड के संबंध में है यह मेरा संदर्भ नोड है और पता लगाना है सही नोड वोल्ट v आपको v 1 प्राप्त करना है जो कितने के बराबर है और v 2 कितना है V 1 कितने के बराबर है V 2 कितने के बराबर है सही है और 2 करंट सोर्स 25 और 5 विवरण हैं मैंने इसे अगले आरेख में बनाया है लेकिन इससे पहले मैंने आपको सिर्फ यह बताया था कि यह बात है इसलिए भले ही यह v 1 v 2 है सर्किट में मार्क नहीं होगा अगर आपसे पूछा जाए कि नोड वोल्टेज क्या हैं है ना फिर आपको यह मान लेना होगा कि यह v 1 है और यह v 2 है ठीक है मुझे इसे साफ करने दें स्लाइड समय देखें 2545 तो यह सर्किट विस्तार में है इसलिए यह रिफरेंस नोड है यह रिफरेंस है ठीक है यह मार्कर o है और मैंने आपको बताया कि v 0 बराबर है संदर्भ समय 2558 यह वोल्टेज v 1 है यह v 2 है अब नोड 1 कार्य करता है यह नोड 1 है और यह नोड 2 है So यहां आपको KCL लागू करना है और यहां नोड 2 पर आपको केसीएल लागू करना है तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यह देखें 25 यह एक करंट सोर्स है 25 एम्पीयर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है यह भीइंडिपेंडेंट करंट सोर्स है यह करंट प्रवेश कर रही है दाईं ओर 25 एम्पीयर प्रवेश कर रहा है तो यह आने वाली करंट है तो बराबर है दाईं ओर है कि i 2 i i 2 और i 2 के बराबर है ये इस टर्मिनल नोड 1 को छोड़ रहे हैं यह नोड 1 इसे छोड़ रहा है तो यह वास्तव में i 2 i 2 के बराबर है ठीक है तो यह वास्तव में नोड 1 है लेकिन जब आप नोड 2 नोड 2 पर आते हैं तो क्या होगा यह i 2 करंट वास्तव में इस नोड में प्रवेश करने के लिए क्या है तो यह करंट नोड में प्रवेश कर रही है तो यह i 2 है तो यह 5 एम्पीयरकरंट भी यहीं है यह करंट सोर्स है यह 5 एम्पीयर करंट भी नोड 2 में प्रवेश करता है तो यह i 2 5 होगा हालांकि यह 2 आने वाली करंटहै ये नोड में प्रवेश कर रही हैं और इस 2 बिंदु के बराबर है यह 25 एम्पीयर करंट है इसलिए मैं इसे यहां चिह्नित करता हूं जो वास्तव में नोड छोड़ रहा है क्योंकि दिशा इस तरह से दी गई है सही 25 के बराबर है सही और दाहिने हाथ की ओर यह i 1 यह भी i1 है तो ये 2 समीकरण यह एक समीकरण है I 2 5 25 i 1 के बराबर है और यह पक्ष 25 है यह आने वाली करंट है और 2 चाहे i 2 i 2 आशा है कि मैंने कुछ भी याद नहीं किया है क्योंकि इतने सारे छोटी समस्याएं हैं इसलिए कई ब्रांच हैं इसलिए इस लेक्चर के दौरान एक संभावना है कि कभी कभी मुझे भी कुछ याद आ सकता है इसलिए यदि संयोग से यह इस लेक्चर के दौरान याद किया जाता है तो आप मुझे यह भी बताएंगे कि मैंने याद किया है कि उम्मीद है कि चीजें अगली इक्वेशन हैं ठीक है तो यह कैसे होगा ठीक है समीकरण सही और उम्मीद है कि यह समझ में आता है इसलिए मैं इसे साफ कर दूं सही स्लाइड समय देखें 2804 तो उस नोड 1 ने आपको लिखा है कि 25 i 2 के बराबर है तो यहाँ मुझे फिर से मुझे करने दो मुझे इस बात को मुझे चिन्हित करने दो तो यह वोल्टेज यह है कि आप क्या कहते हैं कि i 2 और i 2 को लिखना है और i 1 भी है इसलिए यह सिर्फ इतने पर होल्ड करिए यह i 2 वास्तव में यदि आप सही है i 2 यह वोल्टेज v 1 है तो यह वोल्टेज v 2 है स्लाइड समय देखें 2829 तो यह v 1 v 2 8 से विभाजित है यह i 2 है ठीक है तो यह करंट 1 से 2 तक बह रही है इसलिए v 1 v 2 इसी तरह यह डेटा नोड ओ है यह रिफरेंस वोल्टेज 0 है सही है तो i 2 यहाँ लिखने के बराबर है i 2 बराबर है यह b 1 से 4 है वास्तव में b 1 0 से 4 है जो कि b 1 से 4 है क्योंकि यहाँ यह 4 ओम रजिस्टेंस है ठीक है यह v 1 v 0 है लेकिन v 0 0 है तो v 1 0 4 बाइ 4 v 1 इस चीज द्वारा और फिर मैं i1 तो मैं i1 यहाँ लिख रहा हूँ कि मैं i1 इस के बराबर है डांटम नोड रिफरेंस 0 तो यह वोल्टेज यहाँ v 2 है तो यह मूल रूप से v 2 0 होगा 12 द्वारा तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में v 2 है 12 से यह i है 1 तो i 2 आपको मिल गया है i 2 आपको मिल गया है और I 1 भी आपके पास है ठीक है v 2 बाइ 12 तो ये सभी चीजें इसमें लगेंगी उन केसीएल समीकरणों को तब v 1 और v 2 के संदर्भ में समीकरण मिलेंगे आशा है कि यह समझ में आएगा इसलिए इसे साफ करना सही है स्लाइड समय देखें 2942 तो यह है संदर्भ समय 2942 i 2 i 2 यहाँ लिख रहे हैं ठीक है तो यह i 2 है और यह i 2 है जो कुछ भी समझाता है इसलिए सरलीकरण के बाद यह समीकरण 2 v 1 v 2 20 के बराबर हो जाएगा इसी तरह दूसरी बात यह समीकरण भी स्पष्टीकरण के उस समय में लिखा था और i 2 v 1 v 8 और v के बराबर है i 1 b 2 से 12 के बराबर है यह भी आपने लिखा है स्लाइड समय देखें 2017 तो तब सरलीकरण हो गया कि 2 v 1 5 v 2 60 के बराबर है आप जो कहते हैं उसे हल करें 1 और समीकरण 2 को हल करें 2 इस 2 प्रश्न को हल करें आपको v 1 मिलेगा 122 2 वोल्ट के बराबर है और v 2 वोल्ट के बराबर है ठीक है तो यह उत्तर है लेकिन मुझे इसे कुछ चीजों को साफ करने दें मैं आपको बता सकता हूं कि कृपया इसे स्वयं हल करें यहां समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है कि आप आप हैं आप यह पता लगाते हैं कि कितना पावर द्वारा आपूर्ति की गई है यह करंट सोर्स और यह करंट सोर्स यह आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि क्या पावर की आपूर्ति की जाती है कितना सही है तदनुसार यह पता लगाएगा हो सकता है कि आपको पता हो कि 2 करंट सोर्स हैं यह इसकरंट सोर्स द्वारा कितना पावर और इस करंट सोर्स द्वारा कितना यह आपके लिए एक अभ्यास है बहुत बहुत धन्यवाद फिर से वापस आ जाएगा Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Circuit Analysis सर्किट एनालिसिस सर्किट विश्लेषण Matrix operation मैट्रिक्स ऑपरेशन मैट्रिक्स संचालन Cramer Rule क्रैमर रूल क्रैमर नियम vector वेक्टर वेक्टर inverse इन्वर्स व्युत्क्रमानुपाती Gaussian elimination गौसियन एलिमिनेशन गौसियन विलोपन computational कम्प्यूटेशनल संगणनात्मक matrix inversion मैट्रिक्स इनवर्जन मैट्रिक्स व्युत्क्रम determinants डिटर्मिननेंट्स निर्धारक तत्व delta डेल्टा डेल्टा direct solution डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रत्यक्ष समाधान unique solution यूनीक सॉल्यूशन अद्वितीय हल Minor माइनर अल्पसंख्यक Substitute सब्सीट्यूट प्रतिस्थापित Formule फॉर्मूले सूत्र power पावर शक्ति Methodology मेथाडोलॉजी क्रियाविधि Multiply मल्टीप्लाई गुणा algebraic sum अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग Element एलिमेंट तत्व Basic fundamental बेसिक फंडामेंटल बुनियादी मौलिक Electricity इलेक्ट्रिसिटी बिजली Node नोड नोड Voltage वोल्टेज वोल्टेज current source करंट सोर्स धारा स्रोत Reference रिफरेंस संदर्भ Independent current source इंडिपेंडेंट करंट सोर्स गैर आश्रित धारा स्रोत Equation इक्वेशन समीकरण